यह लेक्चर ब्रॉडबैंड इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क के डिजाइन के बारे में होगा जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने सिंगल स्टब तथा डबल स्टब मैचिंग पर चर्चा की वे नैरोबैंड डिजाइन है लेकिन आजकल हुए तकनीकों में सुधार की वजह से चौढ़े बैंडविड्थ वाले सिग्नल आ रहे हैं चौढ़े बैंडविड्थ वाले सिस्टम बहुत आवश्यक है तो माइक्रो आवृति पर इम्पीडेन्स मैचिंग नेटवर्क को उनकी बैंडविड्थ बढ़ाने की आवश्यकता पढ़ती है हम इस लेक्चर में यह देखेंगे कि यह बैंडविड्थ कैसे पायी जाये वह एलिमेंट जिससे यह किया जा सकता है वह एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर नामक बहुत ही सरल योजना है मूल रूप से यह बहुत बड़ी योजना काएक भाग है तो अपने आप में यह एक ब्रॉडबैंड ट्रांसफार्मर नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप इस से कोई भी ब्रॉडबैंड डिजाइन बना सकते हैं इस स्लाइड में एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर दिखाया गया है इसमें एक क्वार्टर वेव है जिसका मतलब एक ऐसी तरंग जिसकी लंबाई λ4 है आपके पास एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन है और इसकी लंबाई λ4 है और जैसा आप यहां देख सकते हैं किसका लोड प्रतिबाधा ZL से मिलान हुआ है और इस तरफ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा है आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा वास्तविक राशि होती है और इस मामले में लोड का मिलान हो सकता है अगर हम इस तरफ से देखें तो यहां इनपुट प्रतिबाधा किसी वास्तविक ZL के लिए Zo होगी पर हम जानते हैं कि हमारा ZL वास्तविक नहीं है हम यहां एक स्टब मैचिंग डिवाइस रख सकते हैं तो आप सिंगल या डबल स्टब में से जिसको भी अहमियत दें उससे इसको वास्तविक लोड में बदल सकते हैं और फिर यह इंपेडेंस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हो सकता है अब हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का गणित देखेंगे अगर हम ZL का यह समीकरण देखें कि λ4 लंबाई वाली ट्रांसमिशन लाइन की इनपुट प्रतिबाधा जो कि ZL पर टर्मिनेट हुई है और ZL कि जो संख्या आती है हम उसको Zo के बराबर करते हैं फिर हम इसको Zo के लिए हल करते हैं तो यहां क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा Z1 √Z0ZL के बराबर आती है तो यह एक ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा का ज्योमैट्रिक मीन है तो इससे आपको Z1 का कोई भी मूल्य मिल जाता है पर हमेशा हम इस Z1 के मूल्य से ट्रांसमिशन लाइन का वास्तविकरण कर सकते हैं या नहीं यह आप पर निर्भर करता है या फिर उस तकनीक पर निर्भर करता है जिससे आप इसका उत्पादन करेंगे पर इसके कोई भी मूल्य के लिए यह प्रयास किया जा सकता है तो यह ZL को हम किसी भी Zo में डाल सकते हैं तो हमारी डिजाइन की आवृत्ति पर यह मिलान हमें एक अच्छा प्रतिबाधा मिलान दे रहा है यहां रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट 0 है पर सिर्फ मोटे तौर पर मतलब कि हम डिजाइन की आवृत्ति से मामूली सा परे हैं तो यहां रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट शून्य नहीं है तो अब इस आवृत्ति की एक प्रतिक्रिया होगी और अगर हम उसको प्लॉट करें तो यह एक बहुत ही नैरोबैंड पर एक बहुत तीखी दिखने वाली प्रतिक्रिया होगी इसका यह मतलब है कि अगर हम डिजाइन की आवृत्ति से दूर हैं तो हमें एक अच्छा मिलान नहीं मिलेगा तो यह l λ0 के बराबर है तो हम λ के इस विशेष मूल्य को जिस पर हम अपनी डिजाइन की विशेष आवृत्ति रख रहे हैं उसके अनुरूप हम इस λ को λ0 से दर्शाते हैं तो अन्य किसी आवृत्ति पर यह मिलान नहीं होगा आइए अब हम इस मिसमैच का समीकरण लिखते हैं तो आप देखिए कि गणित में जैसे कि हमने पहले ही स्टब मैचिंग के मामले में देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन की इलेक्ट्रिकल लंबाई βl को हम f के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं यह हमने यहां लिखा है इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के इनपुट पोर्ट की तरफ देखने पर हमें यहां रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट कितना मिल रहा है तो गणित से इसे समझना बहुत ही आसान होगा जहां हम यह मान रहे हैं कि हम अपनी डिजाइन की आवृत्ति पर नहीं है तो फिर f सटीक रूप से fo के बराबर नहीं है क्योंकि हम अपना डिजाइन सटीक रूप से fo पर ही बनाते हैं फिर यहां रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ΓL भी शून्य है पर हम इससे थोड़ा परे हैं तो हमारे पास कुछ संख्याएं हैं जो कि इस प्रकार से दी गई हैं तो यह वहपिछला समीकरण है जो की एक सम्मिश्र रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट complex reflection coefficient के लिए दिया था अब हमारी दिलचस्पी मिसमैच में है यानी कि VSWR में यह एक स्केलर राशि है तो इस रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का परिमाण इस VSWR को ले पाने के लिए काफी है यही कारण है कि हम इस रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का परिमाण लेते हैं और अंत में कुछ गणितीय बदलाव करने के बाद यह एक ट्रिगोनोमेट्रिक संबंधों में बदल जाता है अब हम यह कह सकते हैं कि हमारी डिजाइन की आवृत्ति जोकि f है वह fo के बहुत करीब है और फिर l भी λ0 4 से ज्यादा दूर नहीं है तो यह थीटा θ जो कि βl है वह भी π2 के बहुत नजदीक है तो हम यह देख सकते हैं कि डिजाइन की आवृत्ति पर हमारा रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट मोटे तौर पर एक कोसाइन तरंग की तरह है तो यह चीज यहां दिखाई गई है यहां रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के परिमाण को थीटा से गुणा करके उसको थीटा के बनाम प्लॉट किया गया है यह ग्राफ एक कोसाइन जैसा ग्राफ है यकीनन अगर आप थोड़ा दूर है तो यह एक सटीक कोसाइन जैसा नहीं होगा यह एक पिछले समीकरण में दिखाया गया है अब फिर से आप इस अधिकतम टॉलरेबल रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के परिमाण को निश्चित कर सकते हैं मान लीजिए कि हम उसे Γm कहते हैं तो अगर आप Γm से एक पड़ी रेखा बनाएं तो आपको यहां दो बिंदु नजर आएंगे आवृत्ति प्रतिक्रिया को यहां से काटेंगे तो मोटे तौर से अगर आप इस थीटा के क्षेत्र में रहे तो आपका ट्रांसफॉर्मर एक स्वीकृत क्षेत्र में रहेगा तो आपका प्रतिबाधा मिलान भी ठीक है ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रिकल बैंडविथ को हम Δθ मान रहे हैं एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के डिजाइन के लिए π2 है और हम यहां cosθ का परिमाण π2 के दोनों ओर सममित है क्योंकि यह बराबर है इसीलिए इसको हमने दो समान भागों में बांटा है तो π2−θm इस तरंग की इलेक्ट्रिकल बैंडविथ है अब इस बैंडविथ के दो किनारों पर एक तरफ θm है और दूसरी तरफ π−θm है तो अगर आप इसे यहां डालते हैं तो आपको cosθm का मूल्य मिलेगा तो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का अधिकतम परिमाण तथा θm इस प्रकार से संबंधित हैं अगर इनमें से एक दिया गया हो सामान्य रूप से अगर हमें यह Γm दिया गया हो तो हम इससे बेस Wr के कितने अधिकतम मूल्य को झेल सकते हैं आप यह भी पता कर सकते हैं कि कितना अधिकतम रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट झेला जा सकता है और फिर आप θm भी पता कर सकते हैं सिर्फ एक ही चीज है कि आमतौर पर हम आवृत्ति प्रतिक्रिया को इलेक्ट्रिकल लंबाई के हिसाब से नहीं लिखते तो इसलिए हमें θ को f में बदलना पड़ता है तो अब ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक TM लाइन होती है जिसका संबंध वेवगाइड के साथ रेखिक होता है और किसी अन्य चीज में यह संबंध रेखिक नहीं भी हो सकता लेकिन एक निश्चित संबंध जरूर होता है तो इस आधार पर आप इस TM तरंग के लिए इसका संबंध पता कर सकते हैं तो यह चीज स्वतः ही सब स्पष्ट कर रही है इसमें आप बेटा कि वे संख्याएं डालें और फिर वहां से अंत में इस भाग में βl को सिंगल स्टब वाले मामले की तरह f f 0 लिखें अब हम यह लिखेंगे कि इसमें Δ f f 0 कितना होगा तो इसको हम आवृत्ति के हिसाब से लिख सकते हैं तो इस θ की संख्या के आधार पर जो हमने यहां डाले हैं आप आवृत्ति प्रतिक्रिया में ZL Z0 की संख्याओं के लिए यह कुछ वास्तविक चीजें देख सकते हैं मतलब कि अगर स्रोत तथा लोड एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जैसे कि ZL Z0 तो ZL Zo का 10 गुना होगा आप देखिए कि यह एक बहुत ही नैरोबैंड आवृत्ति प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया है और वह क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर यहां बहुत तीखे रूप से है लेकिन अगर आप यहां आते हैं तो यहां ZL Z0 सिर्फ 4 है आपके पास एक चौड़ी बैंडविथ है और आप उस में से कोई एक विशेष संख्या लीजिए और देखिए कि जैसे जैसे यह आवृत्ति प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कम तीखी हो रही है और ज्यादा सपाट हो रही है वैसे वैसे आपकी बैंडविथ भी बढ़ रही है तो यह एक ब्रॉडबैंड डिजाइन के पीछे एक मुख्य सोच है कि अगर हमारे पास दो साइड्स हैं मतलब कि एक लोड और दूसरा स्रोत प्रतिबाधा तो अगर वह एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है तो हमें उसी सेक्शन से एक चौड़ी बैंडविथ मिल सकती है तो बहुत सारे वास्तविक मामलों में लोड तथा स्रोत बहुत ही अलग रखे होते हैं जिससे आपको एक बहुत ही तीखी आवृत्ति प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया मिलती है लेकिन अगर एक शिक्षण की बजाय हमारे पास बहुत सारे सेक्शन हो तो यह सारी चीज बढ़िया बन सकती है अगर हर एक सेक्शन लोड तथा स्रोत प्रतिबाधा में एक छोटा सा बदलाव देखता है तो उसके मिलान को चौड़ा किया जा सकता है इस प्रकार से कुल मिलान का सारा जोड़ बहुत ही ज्यादा चौड़ा होगा जो कि 100 बैंडविथ के काफी नजदीक होगा इसके पीछे यह सोच है तो यही कारण है कि हम इस मिसमैच ट्रांसफार्मर को दोबारा देखते हैं यहां कुछ तरंगे हैं जो इस तरह आकर एक मिसमैच देखती हैं यह एक मिसमैच ट्रांसफार्मर है इसका कुछ भाग यहां है और कुछ इस तरफ आ रहा है और यह फिर से इस तरफ से यहां आ रहा है यहां पर यह एक मिसमैच देखता है तो यह एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट Γ3 से वापस आता है फिर यह यहां आता है और फिर से इसका कुछ भाग परिवर्तित होकर यहां वापस आता है जिसे हम दोबारा Γ1 कह रहे हैं तो इसको हम इस प्रकार से चित्रित कर सकते हैं इसका कुछ भाग यहां पर परिवर्तित हो रहा है और कुछ यहां से उत्सर्जित होकर पहले यहां और फिर यहां आ रहा है इसे हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कहते हैं जैसे हम शक्ति के मामले में देखते हैं कि वहां शक्ति की मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है उसी प्रकार से यहां पर भी बहुत सारी रिफ्लेक्शंस हो रही हैं तो यहां पर हम अपने विद्युत चुंबकीय जानकारी को डाल सकते हैं कि जहां भी प्रतिबाधा में डिस्कंटीन्यूटी होती है वहां पर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट पैदा होता है अब क्योंकि Γ2 इस जगह से आ रहा है तथा Γ1 यहां पर है तो इस स्थिति के अनुसार इन प्रतिबाधा के स्तर इन दो मामलों में एक दूसरे के बिल्कुल उलट है इसी वजह से Γ2−Γ1 Γ 3 के बराबर होता है तो यहां आपके पास वोल्टेज की निरंतरता से आप देख सकते हैं कि आपको शक्ति की निरंतरता मिल रही है यहां से आप यह पता कर सकते हैं कि संपूर्ण रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट कितना है यानी कि यह पहली परिवर्तित तरंग और फिर यह दूसरी तरंग जो लोड की तरफ जा रही है और वापस आ रही है इन सभी का जोड़ किसके बराबर होगा तो यह सारी मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो अंत में यहां आ रही है वह एक इनफिनिटी सीरीज की तरह है तो यह सारे एक ही तरह के मामले हैं जिनमें एक ही तरह से यह तरंगे आ जा रही हैं तो अगर आप अंत में 2 रिफ्लेक्शन के बाद Γ को देखेंगे तो इसको ज्योमैट्रिक सीरीज की तरह जोड़कर यह कुछ ऐसा बनता है यहां खास बात यह है कि पहली रिफ्लेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरी भी मतलब कि वह तरंग जो लोड से जाकर वापस आ रही है यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है बाकी तरंगे है तो सही पर उनका मूल्य निरंतर रूप से गिर रहा है तो मुख्य रूप से यही दोनों स्टेडी स्टेट को निर्धारित करती हैं यह मल्टी सेक्शन मैचिंग वाला डिजाइन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पर आधारित है हर सेक्शन पर तरंग का परावर्तन बहुत ही छोटा है जैसा मैंने कहा अगर आप लोड तथा स्रोत की प्रतिबाधा को ज्यादा अलग ना करें तो इनमें परावर्तन बहुत छोटा होगा ट्रांसमिशन के हर सेक्शन की लंबाई तथा प्रतिबाधा को यहां तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाया जाता है मतलब कि अगर एक स्रोतलोड की तुलना में उच्च प्रतिबाधा पर है तो आप देख सकते हैं कि स्रोत की तरफ मान लीजिए कि यहां क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के मल्टीपल सेक्शन है जिसमें के समान लंबाई वाले क्वार्टर वेव है तो वह कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा धीरे धीरे निरंतर रूप से कम होती है दूसरी तरफअगर आप का स्रोत कम प्रतिबाधा पर है तथा लोग एक उच्च प्रतिबाधा पर है तब सेक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा धीरे धीरे बढ़ रही है तो हमने कुल रिफ्लेक्शन का सामान्य समीकरण पहले से ही यहां लिख दिया है तो आप इसे देखिए हम इस प्रकार से इस सामान्य समीकरण को लिख सकते हैं तो इससे आपको सीरीज में यह मिलता है अब हम दो औरचीजों की धारणा लेते हैं एक यह कि हमारा ट्रांसफार्मर सममित है सममित से हमारा मतलब यह है कि इसके दोनों अतों पर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट मान लीजिए कि हमारे पास मल्टीपल सेक्शन है तो इस तरफ स्रोत है और इस तरफ लोड अब हमारे पास इस सेक्शन १७५८ समय पर देखे से कुछ परावर्तन हो रहा है पर आप देखिए कि इसकी दोनों तरफ दो प्रतिबाधा और दो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट सममित होने के कारण समान है इसको हम सिमिट्रिकल नेटवर्क कहते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि इनकी प्रतिबाधा समान होगी बल्कि इनके रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट समान होंगे इसी प्रकार से अगर हम एक को Γ2 आते हैं तो हम इसको भी Γ2 कहेंगे और यह वाली तरंग और और असमान होने के कारण बाहर हो जाती है तो इन पांचों में से यह दो समान है और यह जो भी समान है तो इसको हम एक सममित चीज कहते हैं जैसे कि Γ2ΓN लेकिन हमने यहां यह भी कहा है कि Zn सममित नहीं है हमारा मतलब यह नहीं है क्योंकि यह हर एक इस पर निर्भर कर रही है जिसमें से यह घटाकर और फिर उसमें से यह घटाने के बाद यह भी सममित है तो इस प्रकार से आप इन दोनों को एक समूह में रख सकते हैं और फिर यह कोसाइन सीरीज बन जाती है आप इस सीरीज को देखिए जिसमें Γ इसका परिमाण है और यह अंत में जुड़ कर NθcosN−2 θ बन जाती है यहां भी देख सकते हैं कि यह और कुछ नहीं बल्कि एक फोरिअर सीरीज है इसका यह मतलब है कि संपूर्ण रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट को हम मल्टीपल सेक्शन के रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं और इसको हम फोरिअर सीरीज की मदद से करते हैं हम जानते हैं कि हम किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन को एक फोरिअर सीरीज के जोड़ के रूप में दर्शा सकते हैं तो अब हम यह कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी आकार की ब्रॉडबैंड आवृत्ति प्रतिक्रिया को सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो हम उसे इस फोरिअर की मदद से आश्वस्त होकर कर सकते हैं तो हम किसी भी आवृत्ति की आर्बिट्रेरी प्रतिक्रिया को सिंथेसाइज कर सकते हैं तो लोगों ने यह करने की कोशिश की है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा सपाट बना सकें हमारे पास डिजाइन की वह आवृत्ति है जहां पर हम मिलान भी कर सकते हैं और इसकी प्रतिक्रिया को ज्यादा से ज्यादा सपाट भी बना सकते हैं इस तरह की प्रतिक्रिया को हम बटरवर्थ रिस्पांस कहते हैं अब लोगों ने यह भी देखा है कि हमें बहुत ज्यादा सपाट प्रतिक्रिया नहीं चाहिए क्योंकि हम एक निश्चित मात्रा का मिसमैच सहन कर सकते हैं तो इसका यह मतलब है कि हम अपने पसंद के किसी क्षेत्र में रिपल्स को रहने दे सकते हैं यहां रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन वह एक निश्चित सीमा को पार नहीं कर सकता तब इस प्रतिबाधा ट्रांसफार्मर की कुल बैंडविथ बढ़ सकती है और इसे हम इक्कोईरिप्पल या इष्टतम डिजाइन कहते हैं अब आम तौर पर चैबीशेव के आकार के फंक्शन भी होते हैं जिनसे यह डिजाइन बनाने की कोशिश होती है कुछ लोग कह सकते हैं कि यह कैसी चीज है पर हम यह चाहते हैं कि जब हम बाहर आ रहे हैं मतलब कि जब हम अपने पास से बाहर जाते हैं तो तब हमारे पास एक बहुत ही तीखा रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का बदलाव होना चाहिए तो जो तरंगे इससे बाहर आई हैं उनको हम शार्पेस्ट रोल ऑफ कहते हैं ऐसे बहुत से एलिप्टिकल फंक्शन है जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं तो यह सब कुछ सिंथेसाइज हो सकता है उनमें से एक हम यहां दिखा रहे हैं क्योंकि इस कक्षा में हम सारे नहीं कर सकते तो मैक्सीमली फ्लैट रिस्पांस जोकि बटरवर्थ रिस्पांस के नाम से मशहूर है इससे क्वार्टरवर्थ रिस्पांस इस प्रकार से दिया जाता है कि कुल रिफ्लेक्शन Γ θ एक कांस्टेंट है आपको क्वार्टरवर्थ फंक्शन के नियम पता है कि वह एक समान वृत्त पर होते हैं तो वह एक जटिल घुमाव पर हो सकते हैं और इनको हम 1e− j2θ लिख सकते हैं और अगर आपके पास इसका nवा आर्डर है तो आप इसे nवें बटरवर्थ से गुणा कर सकते हैं हम यहां गणितीय धारणा सिर्फ इसका विस्तार करने के लिए कर रहे हैं अगर आपको इसका कुल रिस्पांस मिल जाता है और अगर वह मैक्सीमली फ्लैट आता है तो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट फंक्शन को कहीं भी डिफ्रेंटिएट करने पर वह शून्य आएगा इसका यह मतलब है कि यह nवें ऑर्डर तक सपाट रहेगा तो अंत में इस आधार पर आपको इसको डिजाइन करने के लिए निर्धारित करने की आवश्यकता है तथा आप कितने सेक्शन इसमें जोड़ते हैं वह आपका n होगा अब इन मल्टीपल सेक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा क्या होगी अगर आपको यह सिंथेसाइजड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट मिल जाता है तो यह निर्धारित करें कि हमें क्या करना है हम f → 0 लगाएंगे अब θ एक इलेक्ट्रिकल लंबाई βl है जिसमें β2 π λ है अब हम इसमें f → 0 लगाएंगे यह आवृत्ति सिर्फ एक परिकल्पित तरीके से 0 है और इस आधार पर वेवलेंथ इन्फिनेट है इस आधार पर 2 π λ यानी कि θ भी शून्य होगा तो f → 0 का मतलब है θ→0 मतलब कि इस सेक्शन की इलेक्ट्रिकल लंबाई 0 है जिसका यह मतलब है कि यहां कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं है तथा यह स्रोत सीधे रूप से इस लोड को देख रहा है जब ऐसा होता है तब रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट क्या होता है अब क्योंकि यहां ज्यादा डिफ्रेंटिएशन नहीं है इसलिए रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट यह होगा और फिर क्वार्टरवर्थ रिस्पांस से हम इसमें यह डालेंगे अब हम इस Γ θ को एक बायनॉमिनल सीरीज की तरह लिखते हैं अगर आप सिर्फ इसका हल करें तो इसको हम NCn के अनुसार लिख सकते हैं और यह एक बायनॉमिनल चेन होगी जिसमें यह बायनॉमिनलकॉएफिशिएंट है अब आप इनकी तुलना करके हर चरण का रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट Γn पता कर सकते हैं Γn का अनुमान लगाया जा सकता है यह एक स्वचालित योजना है तो अंत में Zn 1 सेक्शन को इस अंदरूनी शिक्षण के रूप में दर्शाया जा सकता है यह फर्क है कि एक चरण की प्रतिबाधा निर्धारित करने में तथा बहुत सारे चरणों की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा निर्धारित करने में हमने यह पहले ही देख लिया है कि हम रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट कि यह अधिकतम संख्या यहां डाल सकते हैं जिससे हमें यह समीकरण मिलता है तो θm इस प्रकार है ट्रांसफार्मर के विश्लेषण में हमने पाया था कि Δf f 02−4θm π इसको भी यहां डालते हैं तो सारे सूत्र यहां है आप बस इनको स्लाइड में देखते चलें क्योंकि यह स्वतः ही खुद को स्पष्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ही सपाट प्रतिक्रिया मिल रही है यह भी एकबटरवर्थ रिस्पांस है तो इसका सार यह है कि इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को हम मैक्सीमली फ्लैट रिस्पांस लेने के लिए डिजाइन करते हैं इनके सामान्य समीकरण आपने देख लिए हैं अंत में आप यह देखिए कि आपको यह पता करना पड़ेगा कि Γn कितना है और यह वास्तव में इसका आधा है तो अगले लेक्चर में हम बायनॉमिनल कॉएफिशिएंट के अनुसार इन समीकरणों करने के उदाहरण देखेंगे और पहले की तरह हम फ्रेक्शनल बैंडविड्थ के गुणों की गणना करेंगे हम देखेंगे कि यह इस सारे खेल को बदल देगा और अगर हम ज्यादा से ज्यादा सेक्शन जोड़ते जाएं तो हमें उच्च से उच्च बैंडविथ मिलती जाएगी तो 30 40 70 या 90 बैंडविथ को पाना मुमकिन है और इसकी आप एक ही कीमत अदा करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेक्शन जोड़ते जाते हैं इसके पीछे मुख्य सोच हम यही सोचते हैं कि अगर हम स्रोत से लोड तक की प्रतिबाधा एक ही बार में ना बदलें बल्कि उसे धीरे धीरे बदलने दे तो हर सेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है मान लीजिए कि स्रोत एक कम प्रतिबाधा तथा लोड एक उच्च प्रतिबाधा पर है तो हम कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे और इस पहले सेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रतिबाधा स्रोत से थोड़ी ज्यादा होगी और अगले कि इससे थोड़ी ज्यादा होगी और इसी तरह उसके अगले की थोड़ी और ज्यादा होगी तो इस प्रकार हम कहीं भी कुछ रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट को उत्पन्न नहीं कर रहे तो धीरे धीरे से यह तरंग मिलान कर लेती है और इसको कहीं भी ज्यादा जाम नहीं मिलता इसी वजह से इसमें परावर्तन भी कम होता है तो लगभग सारे हीआवृत्तियां इस ट्रांसफार्मर में से पारित हो जाती हैं यही इसकी मूल्य सोच है मुझे लगता है कि अब हम अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं और यह एक ब्रॉडबैंड है तो इस सारे मॉड्यूल में हमने यह देखा कि कैसे प्रतिबाधा मिलान होती है उसकी क्या जरूरत है और उसको कैसे किया जाता है पहले हमने इसको 2 पार्ट L मैचिंग के निष्क्रिय डिजाइन से देखा फिर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूटड लाइन से देखा जिसे स्टब कहते हैं फिर हमने यह देखा कि इसको कैसे करते हैं और फिर कैसे बैंडविथ को सुधारते हैं ताकि वास्तविक में प्रतिबाधा का मिलान किया जा सके धन्यवाद